इसलिए मैं इस समस्या की ज्योमेट्री को फिर से लिखता हूं क्योंकि अब मैं एक फार फील्ड एप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा तो उसके लिए ये ज्योमेट्री आपने कई बार देखी होगी लेकिन क्योंकि यह एक जनरलाइज्ड चीज है मैं इसे फिर से चित्रित कर रहा हूं क्योंकि यह मेरी सतह S है जिसकी हम फील्ड इक्विवेलेंस प्रिंसिपल में बात कर रहे हैं इसलिए हमारे पास यहां सोर्स हैं जो Js हो सकते हैं Ms हो सकते हैं जो मैं यहां नहीं दिखा रहा हूं लेकिन रैक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में यह बिंदु xyz पोटेंशियल के रूप में है इसलिए मैं फार फील्ड को देख रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि इस सोर्स का रेडियस वेक्टर r' है और ऑब्जरवेशन बिंदु पर सोर्स से मेरे पास रेडियस वेक्टर R था और केंद्र से मेरा ऑब्जरवेशन बिंदु P है इसलिए मेरे पास बिंदु P और r हैं अब अगर मैं इसे प्रोजेक्ट करता हूं तो यह मेरा y प्लेन होगा फिर यह एंगल जो बनाया गया है मैं इसे ϕ पॉइंट कहूंगा तो फिर इस एंगल को ϕ एंगल कहा जाएगा और मैं सॉलिड एंगल के संदर्भ में कह सकता हूं कि यह एंगल ψ होगा जोकि r' है आप कह सकते हैं कि यह एंगल 𝚹' और 𝚹 आदि है तो यह मेरी ज्योमेट्री है अब मैं लिख सकता हूं कि A क्या है A Mu बटा 4 phi S Js e से पावर माइनस j kR बटा R ds के बराबर है अब मैं कह सकता हूं कि यह भी मैं लिख सकता हूं अब फार फील्ड की सभी मान्यताओं आप जानते हैं कि R r माइनस r cos psi के बराबर है यह फेस टरम के लिए है और एंप्लीट्यूड टरम मैं R r के बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ कि फार फील्ड एप्रोक्सीमेशन mu e से पावर माइनस j kr बटा 4 phi r बन जाएगा जहाँ N क्या है यह N एक वेक्टर है यह Js e से पॉवर j kr cos psi ds है यह महज एक शॉर्ट हैंड है जो उस इंटीग्रल को लिखने के बजाय मैं उसे सोख रहा हूं तो आप देखते हैं कि यह जनरल है इस तरफ कोई सोर्स क्वांटिटी या प्राइम क्वांटिटी नहीं है इसलिए मैंने प्राइम क्वांटिटी और अनप्राइम क्वांटिटी को अलग कर दिया है यह N है ये सभी सोर्स क्वांटिटी हैं इसी तरह मैं यह भी लिख सकता हूं कि F क्या होगा F एक फार फील्ड एप्रोक्सीमेशन के रूप में होगा यह ऐपसीलोन e से पावर माइनस j kr बटा 4 pi r some L होगा जहां L Ms है अब मैं इसे यहाँ छोड़ देता हूं फार फील्ड में एक मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की एक विशिष्ट प्रकृति वास्तव में यह हमने सिद्ध नहीं किया है लेकिन करंट एलिमेंट में हमने इसे प्राप्त किया है और उस समय हमने इसे सभी एंटेना के लिए जनरलाइज्ड किया है लेकिन आज हम उस पर कुछ सुधार करेंगे हम कहते हैं कि अगर मेरे पास फाइनाइट डायमेंशन का एक जनरल एंटीना है तो कृपया यह फाइनाइट डायमेंशन को न लें अगर मेरे पास इनफाइनाइट डायमेंशन हैं तो यहां कुछ और है विशेष रूप से जब एंटीना के एक विशेष क्लास के लिए एनालिसिस शुरू होता है तो कई बार हम एक दिशा में इनफाइनाइट डायमेंशन के साथ शुरू करते हैं तो उस समय उन तरीकों से निपटने के तरीके हैं लेकिन अगर मेरे पास एक फाइनाइट डायमेंशन एंटीना है तो यह सफैरीकल वेव को रेडिएट करता है और जो मैं कह रहा हूं वह सभी सफैरीकल वेव के लिए सच है इस सफैरीकल वेव के लिए वेक्टर हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन का एक जनरल सॉल्यूशन है डेल स्क्वायर A प्लस k स्क्वायर A जो बराबर है माइनस mu J के जो सफैरीकल कोऑर्डिनेट में A बन जाता है जिसे लिखा जा सकता है क्योंकि पहले से ही हमने A को देखा है तो हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉरमेशन द्वारा लिख सकते हैं कि सफैरीकल कोऑर्डिनेट के लिए तो यह ar Arr 𝚹ϕ प्लस a𝚹 A𝚹r𝚹ϕ प्लस aϕ Aϕ r𝚹ϕ होगा हर एक कॉम्पोनेंट में R का एंप्लीट्यूड वेरिएशन इसका मतलब यह है कि Ar A𝚹 और Aϕ एंप्लीट्यूड वेरिएशन के रूप में है Ar A𝚹 और Aϕ 1 बटा r से पावर n के रूप में है जहाँ n कुछ भी हो सकता है 1 2 आदि 1 बटा rn हाय ऑर्डर टरम को नजर अंदाज करें क्योंकि फार फील्ड में r बहुत ऊंचा है तो 1 बटा r से पावर 2 r से पावर 3 आदि जो उच्च होगी हम हमेशा यह लिख सकते हैं तो यह एक फार फील्ड एप्रोक्सीमेशन है जिसमें यह A हमेशा लिखा जा सकता है मैंने क्या किया है मैं यह दावा कर रहा हूं कि ये सभी कॉम्पोनेंट्स फॉर्म ई से पावर माइनस j kr बटा r के वेरिएशन हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सफैरीकल वेव को रेडिएट कर रहे हैं यदि वे सफैरीकल वेव को रेडिएट नहीं करते हैं तो यह कुछ और होगा इसलिए अब मैं r वेरिएशन को अलग कर सकता हूं तो जो शेष है वह theta phi वेरिएशन है इसीलिए मैं Ar A𝚹 Aϕ लिख रहा हूं अब यह साबित हो सकता है हम साबित नहीं कर रहे हैं हम यह ले रहे हैं कि यह इस पूरे मामले का एक ऐसा जड़ है जो फार फील्ड में हम इस तरह से लिख सकते हैं इसलिए यदि हम इसे उस इक्वेशन में रखते हैं तो मान लीजिए कि हमने यह इक्वेशन पहले ही खोज लिया है कि A से E कैसे प्राप्त करें यह इक्वेशन था माइनस j ओमेगा A minus j बटा ओमेगा mu ऐपसीलोन डेल क्रॉस A वास्तव में उस समय मैंने कहा था कि यह फॉर्म फार फील्ड एप्रोक्सीमेशन के लिए अच्छा है अब यदि यह इक्वेशन जो मैंने यहां प्राप्त किया है अगर हम यहां डालते हैं तो बस आपको यह ऑपरेशन करना होगा क्योंकि यह केवल मल्टीप्लिकेशन का होगा और आप देखेंगे कि यह परिणाम असाधारण होगा इसलिए हम A पर एक बार डायवर्जन के इस ऑपरेशन को करते हैं और इसे यहां डालते हैं और हम 1 को r संदर्भ और रेस संदर्भ से अलग करते हैं तो कुछ है और इस रेस संदर्भ की फार फील्ड में हम कह सकते हैं कि उनका मूल्य जो भी हो वे शून्य पर जाएंगे लेकिन 1 बटा r संदर्भ में एक असाधारण बात है कि रेडियल कॉम्पोनेंट शून्य हो जाता है यह ar है कोई अन्य फ़ंक्शन नहीं है यह वास्तव में a है हम कह सकते हैं कि यह a 0 है क्योंकि यह ऑपरेशन को इस डायवर्जनस का ग्रेडियंट देता है और यह A वास्तव में इस कॉम्पोनेंट को एक दूसरे को कैंसिल करता है तो यह एक संपत्ति है कि अगर कोई एंटीना फार फील्ड में एक सफैरीकल वेव को रेडिएट करता है तो रेडियल कॉम्पोनेंट 1 प्रकार के फ़ील्ड्स के लिए 0 पर जाता है दूसरों के लिए यह नहीं जा सकता है लेकिन चूंकि यह फार फील्ड में है ये शब्द इसके द्वारा नेगलिजिबल हैं और कोई रेडियल कॉम्पोनेंट नहीं हैं तो केवल theta phi कॉम्पोनेंट हैं अब यह बात हमने करंट एलिमेंट के मामले में दावा की है जो कुछ भी हमने देखा है लेकिन यह वास्तव में प्रमाण है इसके पीछे यह मैथमेटिकल ऑपरेशन है उस समय ने भी कहा हो सकता है या आपको मिल गया है लेकिन यह किसी भी फाइनाइट डायमेंशन एंटीना द्वारा रेडिएटिड सभी सफैरीकल वेव के लिए एक सामान्य विशेषता है तो इसी तरह हम यह भी देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से होगा हम डाल सकते हैं क्योंकि वह एक्सप्रेशन A फार फील्ड एप्रोक्सीमेशन है इसलिए यदि हम कहते हैं कि हम देखेंगे कि 1 बटा r संदर्भ पर 1 बटा r स्क्वायर फिर 1 बटा r क्यूब आदि के रूप में होंगे अब ये संदर्भ जाएंगे तो यहाँ हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में भी कोई रेडियल कॉम्पोनेंट नहीं है इसमें theta phi कॉम्पोनेंट हो सकता है कृपया ध्यान दें कि यह a A𝚹 है यह कॉम्पोनेंट इस मामले में ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि रेडिएटिड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फार फील्ड में केवल theta और phi कॉम्पोनेंट हैं तो अब उस समय को संक्षेप में प्रस्तुत करने का समय है जो हमने फार फील्ड में देखा है तो हम कह सकते हैं कि फाइनाइट डायमेंशन एंटीना रेडिएटिड सफैरीकल वेव के लिए फार फील्ड क्षेत्र में हमारे पास Er 0 है E𝚹 का अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि आप माइनस j ओमेगा A𝚹 और Eϕ को माइनस j ओमेगा Aϕ के रूप में देखते हैं तो इससे मैं लिख सकता हूं कि EA माइनस j ओमेगा A होगा लेकिन याद रखें कि हम हमेशा यहां लिखते हैं कि यह केवल theta और phi कॉम्पोनेंट के लिए है Er 0 है यही कारण है कि हम इसे इस तरह लिख रहे हैं Er 0 होगा लेकिन यह संबंध केवल theta phi कॉम्पोनेंट के लिए है इसी प्रकार Hr भी 0 है H𝚹 प्लस j ओमेगा बटा η Aϕ है तो यह और कुछ नहीं पर माइनस Eϕ बटा η है Hϕ माइनस j ओमेगा बटा η है η होमोजीनियस माध्यम A𝚹 के इन्ट्रिंसिक इम्पीडेन्स A𝚹 है जोकि प्लस E𝚹 बटा η के बराबर है तो इन के आधार पर हम कह सकते हैं कि फार फील्ड में HA ar क्रॉस EA बटा η की तरह होगा या यह माइनस जे ओमेगा बटा η ar क्रॉस A होगा यदि आप A के संदर्भ में हैं theta और phi कॉम्पोनेंट को केवल यह याद करने के लिए है इसी तरह से मैग्नेटिक करंट सोर्स M के कारण फार जोन फील्ड को लिखा जा सकता है कि Hr 0 है H𝚹 माइनस j ओमेगा F𝚹 के बराबर है और Hϕ माइनस j ओमेगा Fϕ है इसलिए यहां से मैं कह सकता हूं कि HF माइनस j ओमेगा F के बराबर है केवल theta और phi कॉम्पोनेंट के लिए इसके अलावा Er 0 है E𝚹 माइनस j ओमेगा η F η H𝚹 के बराबर है और E𝚹 प्लस j omega η F के बराबर है और यह माइनस η H𝚹 के बराबर है तो फिर से मैं कह सकता हूं कि EF माइनस η ar क्रॉस HF के बराबर है या यदि आप F के संदर्भ में कहना चाहते हैं तो यह j ओमेगा η ar क्रॉस F है फिर से मैं केवल theta और phi कॉम्पोनेंट को गार्ड कर रहा हूं तो यह पता चला है कि दोनों मामलों में E और H कॉम्पोनेंट एक दूसरे के लिए ओर्थोगोनल हैं और TM से r प्रकार के फ़ील्ड बनाते हैं तो इसका मतलब है कि फार फील्ड में मेरे पास इनमें से एक स्पेक्ट्रम है जिसकी हमने कई बार बात की है लेकिन यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे पास TM से r है इसका मतलब है कि r ऑब्जरवेशन पॉइंट और प्रोपेगेशन डायरेक्शन भी है तो वे वहाँ टीएम से फील्ड हैं अब इस चीज़ के साथ हम उन N और L वैक्टरों को पेश कर सकते हैं जिन्हें हमने इस L से समाधानों से परिचित कराया है इसलिए इस L और N ने इस ज्योमेट्री से जो हमने कहा है हम अब उनका परिचय देंगे क्योंकि अभी भी इंटीग्रल होने की आवश्यकता है क्योंकि A और F में वो इंटीग्रल हैं तो अभी फिर से हम लिखते हैं कि फील्ड क्या हैं Er 0 है Hr 0 है E𝚹 क्या है E𝚹 𝚹 प्लस 𝚹 है अब𝚹 फार फील्ड में j ओमेगा A𝚹 लिख सकता हूं और 𝚹 माइनस j ओमेगा η Fϕ A𝚹 plus η Fϕ के बराबर माइनस j ओमेगा है मुझे पता है कि A𝚹 क्या है आपने पहले ही देखा है कि e से पावर माइनस j kr बटा 4 phi r N𝚹 प्लस η ऐपसीलोन e से पावर माइनस j kr बटा 4 phi r Lϕ माइनस j e से पॉवर माइनस j kr बटा 4 phi r ओमेगा mu N𝚹 प्लस ओमेगा η ऐपसीलोन Lϕ जो बराबर है माइनस j r से पावर माइनस j kr बटा 4 phi r के k η N𝚹 प्लस k Lϕ बराबर है माइनस j k e से पावर माइनस j kr बटा 4 phi r Lϕ प्लस η N𝚹 के तो E𝚹 इसका मतलब है मेरे पास यह हिस्सा है कि मुझे E𝚹 को ढूंढने के लिए Lϕ और N𝚹 का पता लगाना होगा इसी तरह मैं लिखता हूं की Eϕ ϕ प्लस ϕ के बराबर है तो फिर से यह माइनस j ओमेगा Aϕ प्लस j ओमेगा η F𝚹 है तो फिर से आप इसे लगा सकते हैं मैं अंतिम एक्सप्रेशन प्लस j k e से पावर माइनस j kr बटा 4 phi r L𝚹 माइनस theta Nϕ लिख रहा हूं इसके अलावा H𝚹 𝚹 प्लस 𝚹 j ओमेगा बटा η Aϕ माइनस j ओमेगा F𝚹 के बराबर है इसलिए अगर हम इस तरह से हेरफेर करते हैं तो इसे बाहर निकाला जा सकता है तो jk में e से पॉवर माइनस j kr बटा 4 phi r N माइनस L बटा η तक करें अंतिम एक H𝚹 ϕ प्लस ϕ के बराबर है तो मैं अंतिम एक्सप्रेशन के लिए नहीं जा रहा हूँ माइनस jk e से पावर माइनस j kr बटा 4 phi r N𝚹 प्लस η Lϕ होगा इसलिए मूल रूप से यह पता चलता है कि अन्य फील्ड की चीजें जिन्हें हम जानते हैं केवल इन N और L दो वैक्टर को हमें उनके कॉम्पोनेंट को इवेलयूएट करने की आवश्यकता है अब उसके लिए हमें सिंपलीफिकेशन देखना चाहिए N क्या है यदि आप याद रख सकते हैं तो ax Jx प्लस ay Jy प्लस az Jz e से पावर प्लस j kr cos phi ds है यह हमारा N और L था इसलिए रैक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मैंने इसका विस्तार किया है केवल एक चीज ax Mx ay My az Mz e से पावर प्लस j kr cos phi ds है अब मुझे लगता है कि आप सभी यह जानते हैं कि ax ay az को sine theta cos phi sine theta sine phi cos theta cos theta cos phi cos theta sine phi माइनस sine theta माइनस sine phi प्लस cos phi 0 से ar के रूप में लिखा जा सकता है तो ax का विस्तार ar a𝚹 aϕ टरम में किया जा सकता है ay का विस्तार किया जा सकता है आदि इसलिए अगर मैं वह लगाता हूं तो हमें N𝚹 मिलता है जोकि Jx cos theta cos phi प्लस Jy cos theta sine phi माइनस Jz sine theta e को पॉवर प्लस j kr cos psi ds है Nϕ S माइनस Jx sine phi प्लस Jy cos phi e को पॉवर प्लस j kr cos psi ds L𝚹 Mx cos theta cos phi प्लस My cos theta sine phi माइनस Mz sine theta e को पॉवर प्लस j kr cos psi ds है और L माइनस Mx sine phi प्लस My cos phi e पॉवर प्लस j kr cos psi ds अब केवल एक चीज को सरल बनाने की आवश्यकता है कि यह r cos phi हमें वेक्टर रूप में और सोर्स कोऑर्डिनेट के संदर्भ में लिखना चाहिए तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं मैं लिख सकता हूँ कि cos psi कुछ भी नहीं है लेकिन r डॉट ar है जिसे आप आसानी से देख सकते हैं तो अगर सतह S x y प्लेन में निहित है इसका मतलब है z 0 के बराबर है तब r cos phi r' बन जाएगा मैं ax x प्लस ay y लिख सकता हूं क्योंकि यह z बराबर है पर 0 प्लेन डॉट ax sine theta cos phi प्लस ay sine theta sine phi प्लस az cos theta है तो ये x sine theta cos phi plus y sine theta sine phi बन जाता है इसके अलावा x y प्लेन में ds dxdy हो जाता है इसलिए अब इसे विशेष मामलों में हल किया जा सकता है और आप इन उदाहरणों से फार फील्ड को आसानी से इवेलयूएट कर सकते हैं हम अगले लेक्चर में देखेंगे धन्यवाद